दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है इसमें हम पहले साधन का परिचय देंगे वास्तव में इस कोर्स में हम उन तीन साधनों को समझेंगे जोकि माइक्रोवेव डिजाइन या आरएफ डिजाइन में बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं और वह है स्मिथ चार्ट स्कैटरिंग पैरामीटर और सिग्नल फ्लो ग्राफ इस लेक्चर में हम पहले साधन यानी कि स्मिथ चार्ट को समझेंगे स्मिथ चार्ट का आविष्कार एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंजीनियर फिलिप स्मिथ ने किया जोकि बेल्ल लेबोरेटरी के लिए काम करते थे आप देखिए कि उसने स्मिथ चार्ट की खोज पिछली शताब्दी के मध्य में लगभग 1940 के आसपास की थी वास्तव में यह एक चित्रात्मक साधन है यह एक बहुत ही सरल साधन है और अगर यह सब कुछ चित्रात्मक रुप से प्रस्तुत करता है तो यह बहुत सारे मापदंडों को चित्रात्मक रुप से प्रस्तुत कर सकेगा इसमें यह भी वर्णन करना मुमकिन होगा के एक मापदंड के बदलने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप देखिए कि जब तक आप दोनों बदलने वालेमापदंडों को सामने नहीं देख पा रहे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि एक के बदलने से दूसरा कैसे बदल रहा है तो स्मिथ ने इस परेशानी को समझा कि अगर मैं कहानी का एक भाग या फिर सर्किट का एक भाग बदल रहा हूं तो उसके दूसरे मापदंड कैसे बदल रहे हैं इस चीज का वर्णन चित्रात्मक रुप से होना चाहिए इसीलिए उसने इस चार्ट का आविष्कार किया लेकिन यह चार्ट देखने में बहुत उलझा हुआ सा लगता है तो इसीलिए इस लेक्चर में हम इन उलझनों कोसरलता से समझने की कोशिश करेंगे आप देखिए कि यहां स्मिथचार्ट पर हमें जो पहला मापदंड दिख रहा है वह प्रतिबाधा impedanceइम्पीडेन्स है मैंने पिछले लेक्चर में पहले ही इस बात पर बहुत जोर दिया है कि प्रतिबाधा impedanceइम्पीडेन्स आरएफ डिजाइनर के लिए बहुत महत्व रखती है तो मुझे इस नेटवर्क में भिन्न भिन्न जगहों पर प्रतिबाधा impedanceइम्पीडेन्स की गणना करनी है तो यहां हम सबसे पहले प्रतिबाधा impedanceइम्पीडेन्स को ही देखने की कोशिश करते हैं और जब हम एक से ज्यादा नेटवर्क को आपस में एक श्रृंखला में जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमें इस पूरी श्रृंखला की सीरीज कनेक्शन के मुताबिक संपूर्ण प्रतिबाधा की गणना करनी होती है कई बार हमारे पास समानांतर यानी के पैरेलल कनेक्शन होते हैं तो उस वक्त हमें प्रतिबाधा की बजाए नेटवर्क के प्रवेशadmittanceएडमिटन्स को जोड़ना होता है तो हम स्मिथ चार्ट पर प्रवेश admittanceएडमिटन्स भी चित्रित कर सकते हैं अब आपको यह भी मालूम है कि आरएफ आवृत्ति या फिर वास्तव में कोई भी आवृत्ति जो कि 50 हर्टज से शुरू होती है वह उर्जा का विकिरण करती है क्योंकि किसी भी स्रोत से निकली हुई उर्जा जो कि समय अनुसार बदलती रहती है यानी कि वह एक ऐसी स्रोत से निकली है तो वह ऊर्जा का विकिरण करेगी पर यह विकिरण कई बार फिर भी होता है इसीलिए हमें हर बार विकिरण नहीं मिलता पर चाहे यह जो भी है अगर वह शक्ति को एक तरंग की तरह प्रवाहित कर रहा है जिसका मतलब यह है कि अगर ऊर्जा जगह के अनुसार धीरे धीरे बह रही है और फिर कहींअपने प्रवाह को भंग होता महसूस करती है चाहे वह मेटेरियल डिस्कंटीन्यूटी की वजह से हो या ज्योमैट्रिक डिस्कंटीन्यूटी से यानी कि अगर वह अपनी प्रतिबाधा को भंग होता पाती है तो वह तरंग परावर्तित होती है तो हमें एक मापदंड की सहायता से इस परावर्तन की गणना करनी होती है जिसे हम रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कहते हैं और इसको हम स्मिथ चार्ट पर भी अंकित करते हैं इसके बाद स्कैटरिंग पैरामीटर भी बहुत महत्व रखते हैं उनको हम बाद में समझेंगे वह भी स्मिथ चार्ट पर अंकित किए जा सकते हैं इसके अलावा एंपलीफायर वगैरह के लाभ को भी इसमें दिखाया जा सकता है मैंने पहले भी नॉइस और इसकी विशेषता नाइस फिगर का महत्व समझाया था उसे भी स्मिथ चार्ट में डाला जा सकता है फिर मैंने यह बताया था कि आरएफ एमप्लीफायर में स्थिरता की दिक्कत रहती है यहां पर हम स्थिरता को चित्रित नहीं करेंगे बल्कि यह बता सकेंगे कि कोई एंपलीफायर स्थिर है या नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि आरएफ के ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्णमापदंड है जिनको हम स्मिथ चार्ट पर एक साथ दिखा सकते हैं तो आइएअब हम यह जानते हैं कि स्मिथ चार्ट क्या है तो आपने गामा रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के इस प्रसिद्धसमीकरण के बारे में पढ़ा होगा Gz 1z1 यह वही समीकरण है जो मेरे ख्याल से आपने ट्रांसमिशन लाइन के कोर्स में पढ़ा होगा जिसमें कि हम एक आगे बढ़ने वाली तरंग औरलोड से परावर्तित होकर वापस आने वाली तरंग से रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट की गणना करते हैं और प्रतिबाधा हमेशा ही इस समीकरण से संबंध रखती है अब हम अगर इस समीकरण काआरेख बनाएं तो इसमें से एक या तो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट होगा या फिर प्रतिबाधा फिर अगर हम दोनों में से किसी एक को बदलना शुरू करें और उसके बदलाव से विभिन्न बिंदुओं को चार्ट पर अंकित करते रहे तो आपस में जोड़कर इनसे हमें लोकस मिलता है तोमूल रूप से स्मिथ चार्ट इस समीकरण का लोकस है और यह बस एक उसकाएक परिवर्तन है हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं कि स्मिथ चार्ट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट और प्रतिबाधा के बीच में एक परिवर्तन है मान लीजिए कि हमारे पास एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का समीकरण है तो हम उसी समीकरण को इस्तेमाल करके प्रतिबाधा का वर्णन कर सकते हैं अब हम यह देखते हैं कि अगर हमारे पास एक माध्यम 1 में इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स Z1 हो और फिर यह माध्यम 2 पर गिरे तो यह दोनों माध्यम 1और 2 अपने बीच एक इंटरफेस पर जुड़ेंगे अब मीडियम 2 की इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स कुछ और होगी मान लीजिए कि Z2 अब उस इंटरफेस से एक परिवर्तन मीडियम 1 की तरफ वापस आएगा और इस इंटरफेस का रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट हम इस प्रकार से बताएंगे Γ Z2−Z1 Z2Z1 अब अगर मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन पर एक लोड है और मान लीजिए कि इस ट्रांसमिशन लाइन की करैक्टरस्टिक इंपेडेंस characteristic impedance अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z0 और ट्रांसमिशन लाइन शक्ति को लोड की तरफ ले जा रही थी तो यहां पिछली स्लाइड जैसी ही स्थिति है कि मेरी ट्रांसमिशन लाइन की करैक्टरस्टिक इंपेडेंस Z0 है और यहां से हमें प्रतिबाधा का एकदम नया स्तर ZL दिखने लगता है इसलिए यहां परावर्तन होगा और इसका रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट इस प्रकार से दिया जाएगा Γ ZL−Z0 ZLZ0 तो यह समीकरण बिल्कुल सही लिखा गया है जिसमें भाजक का जोड़ हो रहा है और इसे हम ट्रांसमिशन लाइन का लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट कहते हैं अब चार्ट को करैक्टरस्टिक इंपेडेंस से स्वतंत्र बनाने के लिए क्योंकि मैं विभिन्न प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग कर सकता हूं कोई व्यक्ति 50 ओम का उपयोग कर रहा है तो कोई दूसरा इसे 75 ओम वगैरह के साथ उपयोग कर सकता है तो यह चार्ट सामान्य हो जाता है इसमें दाहिने हाथ की तरफ का समीकरण यानी प्रतिबाधा पक्ष पर यह करैक्टरस्टिक इंपेडेंस से विभाजित होता है इसलिए इसे Z बार कहा जाता है GZLZ0 1ZLZ01 z 1z1 z ZLZ0 यह एक नार्मलायीजेड normalizedसामान्यीकृत प्रतिबाधा है और इसका समीकरण स्मिथ चार्ट के मूलभूत समीकरण गामा से जुड़ा हुआ है जो कि इस प्रकार है z 1z1 अब रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट Γ और सामान्यीकृत प्रतिबाधा दोनों ही सम्मिश्र संख्याएं हैं अब किसी भी सम्मिश्रसंख्या a jβ को हम उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग में इस प्रकार से लिख सकते हैं Γ ujv इसका मतलब है कि यहां वास्तविक नंबर u और काल्पनिक नंबर v का आरेख हम इस प्रकार से uv स्केल पर बना सकते हैं इस तरफ वास्तविक दिशा u और इस तरफ v है तो हम कह सकते हैं कि यह एक गामा प्लेन है सम्मिश्र गामा प्लेन को हम इस तरह uv में दर्शा सकते हैं जिसमें यह एक काल्पनिक दिशा है १०१२ समय पर स्लाइड देखें अब इसी तरह अगर हम इस चीज को Zप्लेन में देखें तो इस तरफ मुझेR मिल जाएगा और इस तरफ X आपको पता है कि हम इसे सम्मिश्र प्रतिबाधा के R X के रूप में लिख सकते हैं तो यह हमारा Z प्लेन है z RjX अब मूल रूप से स्मिथ चार्ट उसका एक रूपांतरण है इसलिए इस समीकरण में G z 1z1 We can put these values so that we get the gamma Γ in terms of this all real values If we do that equation then we land with अब हम इन मूल्यों को गामा के समीकरण में इस प्रकार से रख सकते हैं कि हमें गामा Γ इन वास्तविक मूल्यों के संदर्भ में इस प्रकार से मिल जाएगा Γ ujv R 1jXR1 jX अब हमें बस Z को समान रखते हुए गामा के लोकस का आरेख बनाना है इसका मतलब है कि स्मिथ चार्ट एक कांस्टेंट Z के लिए गामा का लोकस है पर जैसा हमने देखा Γऔर Z दोनों ही सम्मिश्र संख्याएं हैं तो हमें हमेशा ही पहले इन सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटना होगा इनको बांट कर हमें दो ओर्थोगोनल वास्तविकमूल्य a jb मिलेंगे तो यहां भी हम यह देख पा रहे हैं कि आमतौर पर हम इनको वास्तविक भागों में बांटते हैं तो यह कांस्टेंट रहने वाली सम्मिश्रसंख्या Z भी दो भागों यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भाग में बैठ जाएगी इसका मतलब है कियह दोनों R X भी समान यानी कांस्टेंट होंगे तो यह हमें वृत्त के दो परिवारों की तरफ ले जाएगा चूंकि हम एक ही स्मिथ चार्ट पर एक से ज्यादा वक्र परिवारों का आरेख बनाते हैं इसलिए यह चार्ट थोड़ा जटिल दिखता है लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप इसे आसानी से सुलझा सकते हैं तो यहां दो वृत्त के परिवारों का लोकस है एक कांस्टेंट R के लिए और एक कांस्टेंट X के लिए तो हम इस समीकरण को दोबारा से देखते हैं z 1 1 अब हमने इस समीकरण को उल्टा करके लिखा है क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि हम स्मिथ चार्ट को गामा के लोकस के लिए बनाएंगे जब Z कांस्टेंट होगा यही कारण है कि हम इस समीकरण को इस प्रकार से गामा के अनुसार बदल कर लिख रहे हैं z 1 1 फिर आप किसको वास्तविक और काल्पनिक भाग के रूप में लिखते हैं और फिर यहां आकर आप इन वास्तविक और काल्पनिक भागों को आपस में मिलाते हैं तब आपको यह 2 समीकरण मिलते हैं १३१३ समय पर स्लाइड देखें R 1 u2 v21 u2 v2 इस समीकरण में दाएं तरफ कहीं R या X नहीं है इसी तरह से X 2v1 u2 v2 X को हम u v के अनुसार भी लिख सकते हैं दोनों u और v भी वास्तविक मूल्य हैं और अब हमारे पास एक ऐसा समीकरण है जो बिल्कुल भी सम्मिश्र संख्या नहीं है और इस समीकरण के दोनों ओर यानी कि दाएं और बाएं ओर वास्तविक संख्याएं है अब हमें पता है कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर नहीं बल्कि सेकंड ऑर्डर का समीकरण है तो आइए अब देखते हैं कि इस समीकरण में क्या होता है अगर हम R को 1 के बराबर करते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम स्मिथ चार्ट में यह देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट एक कांस्टेंट प्रतिबाधा पर बदल रहा है कांस्टेंट प्रतिबाधा से मतलब है की Z भी कांस्टेंट है और इसी तरह R और X भी कांस्टेंट है अब हमने इन भागों को आपस से अलग कर दिया है क्योंकि जब तक हम वास्तविक और काल्पनिक भागों तक नहीं जाते तब तक हम इनको संभाल नहीं सकते अब एक कांस्टेंट R के लिए आप इस चित्र के बाई और देखिए कि R के कांस्टेंट होने का मतलब है कि सारी खड़ी रेखाएं जिनमें आर के भिन्न भिन्न मूल्य हैजैसे कि R कामूल्य 0 हो सकता है R कामूल्य 05 हो सकता है R कामूल्य 3 हो सकता है यहां फिर अनंत हो सकता है इसका मतलब है कि यह अनंत रेखा है जो खड़ी रेखाओं का विस्तार करती है अब उनमें से प्रत्येक पर आप गणितलगाएंतो हमकांस्टेंट R को इस प्रकार से लिख सकते हैं आप जानते हैं कि यह समीकरण वृत्त के परिवार का है तो आप इसकी मदद से आसानी से पता कर सकते हैं यह सिर्फ आपकी 12वीं कक्षा के ज्ञान को ताज़ा करने के लिए है कि अगर मेरे पास केंद्र में g f और त्रिज्या r है तो मैं वृत्त का समीकरण इस प्रकार से लिख सकता हूं अगर मेरे पास केंद्र में g f और त्रिज्या r है जहां यहां से अगर आप उस समीकरण को लगाएं तो आपको वृत्त परिवार के समीकरण मिलेंगे तो अब केंद्र यहां पर है इसका मतलब है वे सभी केंद्र जो ग्राफ के इस वास्तविक अक्ष पर हैं उसका त्रिज्या इस प्रकार से दिया गया है तो अब आप देखिए कि कांस्टेंट R का लोकस τ प्लेन में है इसका मतलब यह है की स्मिथ चार्ट के सारे प्लेन एक वृत्त की तरह है अब क्या होता है कि आप देखते हैं कि यहां बहुत सारे वृत्त हैं और वह सब दाएं तरफ से एक बिंदु 10 से गुजर रहे हैं अब देखिए क्या होता अगर R नकारात्मक होता आप दोबारा हमारे त्रिज्या का समीकरण देखिए तो अगर R नकारात्मक हो तो हमारा त्रिज्या का मूल्य 1 से बढ़ जाएगा अब क्या हम इसे नकारात्मक रख सकते हैं इसको नकारात्मक लिखने का मतलब है कि इसमें नेगेटिव प्रतिरोध negative resistanceनेगेटिव रेजिस्टेंस है लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस केवल सक्रिय उपकरणों में ही होती है तो अगर यहां रजिस्टेंस नेगेटिव है तो यह भी एक सक्रिय उपकरण हुआ जिसका मतलब है कि यह शक्ति को खत्म करने की बजाय शक्ति प्रदान करता है इसलिए अगर त्रिज्या का मूल्य एक से बढ़ता है तो इसे ऑसिलेटर डिजाइन की स्थिरता वगैरह का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब आपदेखिए कि अगर हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले वृत्त के परिवार के आरेख बनाएं तो वह कुछ इस प्रकार के लगेंगे यह सारे वृत्त एक बिंदु 10 से गुजरेंगे इन सारे वृतों का केंद्र वास्तविक रेखा पर होगा और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि R का मूल्य शून्य होगा जो कि स्मिथ चार्ट की बाहरी सीमा होगी आम तौर पर हम स्मिथ चार्ट से निष्क्रिय सर्किट की समीक्षा करते हैं यह स्मिथ चार्ट आप देखेंगे कि आपकी साइट पर भी अपलोड किया जाएगा तो यह चार्ट एक स्मिथ चार्ट है आप देखिए यह सारे कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले वृत्त हैंऔर यह इसकी बाहरी सीमा है जोकि R के मूल्य 0 के अनुसार बनी है अगर केंद्र 00 पर हो और त्रिज्या का मूल्य 1 हो तो इसका मतलब है कि मध्य से लेकर बिल्कुल दाएं तरफ यह बिंदु 1 माना जाएगा इसकी संख्या कुछ अन्य मिलीमीटर में हो सकती है लेकिन स्मिथ चार्ट में गणना करते वक्त हम इसको 1 पर सामान्यीकृत normalizedनार्मलायीजेड करते हैं अब जैसा मैंने पहले बताया नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए हमें इसकी सामान्य सीमा से बाहर जाना होगा अगर आप किसी एक ऐसे बिंदु पर हैं जो इस सीमा से बाहर जा रहा है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि तब यह व्रत तरंगों में कंपन उत्पन्न करना शुरु कर देंगे तो किसी तरह से हमें यह पता करना होगा कि हम इस सीमा से बाहर जा रहे हैं इसका मतलब है कि जब भी R नकारात्मक होगा तो कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा तब यह निष्क्रिय वृत्त नहीं रहेगा आरएफ इंजीनियर को यह एक बहुत अच्छा प्रश्न मिलता है चलो आइए अब हम वृत्त के किन्ही और परिवारों को देखें जोकि कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाले वृत्त हैं क्योंकि मैंने पहले कहा कि Z के दो भाग हैं जिसमें पहला भाग प्रतिबाधा होता है जोकि प्रतिरोध की तरह इस्तेमाल होता है और दूसरा भाग प्रतिक्रिया X का होता है तो यह प्रतिक्रिया क्या होती है एक कांस्टेंट प्रतिक्रिया किसी प्रतिबाधा प्लेन में क्या होती है यह सारी पड़ी रेखाएं होती है तो एक बार फिर जब हम अनंत पड़ी रेखाओं का उसी प्रकार से कांस्टेंट प्रतिक्रिया X के लिए अध्ययन करें जैसे हमने पहले वृत्त के समीकरण के अनुसार किया तो यहां भी इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या j के लिए काम करेगी तो यह केंद्र उसे समीकरण से आया है और इसमें त्रिज्या यह है एक बार फिर से यह सारे वृत्त यहां बनाए गए हैं जिन्हें केवल लाल रंग से चिह्नित किया गया है जो स्मिथ चार्ट की बाहरी सीमा है अगर आप यह सभी वृत्त देखें तो इनमें से बहुत सारे स्मिथ चार्ट की सामान्य सीमा की बाहर जा रहे हैं तो इन सब के केंद्र स्मिथ चार्ट के बाहर रह रहे हैं लेकिन एक बात अभी भी सत्य है कि यदि आप वृत्त के पहले और चौथे चतुर्थांशको को देखें तो वह सारे वृत्त जोकि कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाले वृत्त हैं वह फिर से सबसे दाएं तरफ वाले बिंदु 10 में से गुजर रहे हैं तो वह बिंदु जिसमें से सभी कांस्टेंट प्रतिरोध वाले वृत्त गुजर रहे थेउसी बिंदु में से अब कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाले वृत्त भी गुजर रहे हैं पर उनके विपरीत कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाले वृत्त स्मिथ चार्ट की सामान्य सीमा के बाहर जा रहे हैं तो यह लाल रंग का व्रत एक सामान्य स्मिथ चार्ट की बाहरी सीमा है अब हम यह कह सकते हैं कि एक सामान्य स्मिथ चार्ट की सीमा वहां है जहांR का मूल्य शून्य है और वहां कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाली वृत्त वृत्तचाप बना रहे होंगे एक सामान्य स्मिथ चार्ट पर अगर आप कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाले वृत्त दर्शाए तो भी इन वृत्तचाप का हिस्सा होंगे तो देखिए यहां बहुत सारे मूल्य दिखाए गए हैं जैसे कि 1 09 तो इस प्रकार कांस्टेंट प्रतिक्रिया वाले वृत्त एक सामान्य स्मिथ चार्ट में वृत्तचाप होते हैं तो अब X को 0 के बराबर करने पर हमें कैसा वृत्त मिलेगा X कांस्टेंट है जो कि शून्य के बराबर हो सकता है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वास्तविक में यह एक सीधी अनंत रेखा में बदल जाता है तो एक वृत् में जिसमें X शून्य के बराबर है वह वास्तविक अक्ष में बदलता है जिसे हमने पहले ही शून्य के बराबर दिखाया है इसलिए यह समीकरणX 0 एक केंद्रीय वास्तविक अक्ष को दर्शायेगा और जब X सकारात्मक हो तो वृत्त का केंद्र बाहर होगा जोकि वृत्तचाप के ऊपरी भाग को दर्शायेगा और यह ऊपरी भाग अभी भी उस बिंदु 10 में से गुजर रहा है सामान्य स्मिथ चार्ट का सबसे दाएं तरफ वाला बिंदु और वृत्त का सबसे निचला बिंदु 10 है तोयहां आप सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया देख सकते हैं इससे हम यह कह सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस लोकस किसी वृत्तचाप का ऊपरी भाग होते हैं और जैसा आप अच्छे से देख पा रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस लोकस इनका निचला भाग होते हैं अब स्मिथ चार्ट इन R और X लोकस दोनों का सुपरपोज़िशन है इसलिए स्मिथ चार्ट वृत्त के दो परिवारों का सुपरपोज़िशन है किसी भी निष्क्रिय प्रतिबाधा को स्मिथ चार्ट पर उस बिंदु पर प्लॉट किया जाता है जहां एक कांस्टेंट constant निश्चित R वृत्त और एक कांस्टेंट constant निश्चित X वृत्त एक दूसरे को काटते हैं आपको स्मिथ चार्ट के अंदर कुछ पूर्ण वृत्त और कुछ वृत्तचाप दिखती है एक पूर्ण वृत्त का परिवार है और दूसरा चाप का परिवार है और इनका हमेशा आपस में एक बिंदु पर मिलाप होगा जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं अब इसका फायदा क्या है फायदा यह है कि आप देख सकते हैं कि प्रतिबाधा कैसे बदलती है इसका मतलब है कि Rऔर X माइनस इनफिनिटी ∞ से प्लस इनफिनिटी ∞ तक जा सकते हैं या फिर निष्क्रिय उपकरणों में वे 0 से इनफिनिटी ∞ तक जा सकते हैं लेकिन इस सारी चीज को स्मिथ चार्ट एक परिमित क्षेत्र में मान रहा है जोकि इस वृत्त की बाहरी सीमा है तो सभी प्रतिबाधाएं यहां मौजूद हैं इसलिए आप किसी भी निष्क्रिय प्रतिबाधा का नाम ले तो वह यहां मौजूद होगी यही इसकी सुंदरता है किसी भी इनफिनिट डोमेन के बजाय यह एक परिमित प्लेन तक ही सीमित है अब ऐसा क्या होगा अगर मैं स्मिथ चार्ट को 180 डिग्री से घुमा दूं तो यह पहले वाला मेरा एक Z के लिए मूल समीकरण है तो अब इसमें प्रवेश बस उसका पारस्परिक होगा अब स्मिथ चार्ट में एक बिंदु के त्रिज्या वेक्टर को 180 डिग्री से घुमाया जाता है इसलिए नए बिंदु का रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट गामा के बजाय यह Γ e jπ होगा जिसे आप उस पहले समीकरण में डालते हैं जिसे आप देख रहे हैं तोइस स्लाइड से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रतिबाधा वाले बिंदु को स्मिथ चार्ट पर 180 डिग्री से घुमा दे तो वह एक प्रवेश बिंदु में बदल जाता है यह हमारी बाद वाली समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी होगा अब कुछ अड्मिटैन्स स्मिथ चार्ट भी आ चुके हैं जिनमें 180 डिग्री से घुमाने वाला बदलाव नहीं करना पड़ता क्योंकि लोगों ने उसमें वह पहले से ही कर रखा है आपको वह भी मिल जाएगा हम एडमिटेंस स्मिथ चार्ट को भी अपलोड कर देंगे जिसमें सारी चीजें Y के अनुसार होंगी हम उस में देखेंगे कि सारे ही बिंदु कांस्टेंट कंडक्टैंस और कांस्टेंट सुसेप्टन्स वाले वृत्त 10 बिंदु से गुजर रहे होंगे तो पिछली बार यह बिंदु इम्पीडेन्स स्मिथ चार्ट में दाएं तरफ था पर एडमिटेंस स्मिथ चार्ट में यह बाई तरफ है और यहां चाप के ऊपरी भाग नकारात्मक सुसेप्टन्स को दर्शाते है बल्कि निचले भाग सकारात्मक सुसेप्टन्स को तो यही कुछ बदलाव आप को ध्यान में रखने होंगे अगर आपके पास एडमिटेंस स्मिथ चार्ट होगा एक ही बिंदु पर आप या तो एडमिटेंस स्मिथ चार्ट या इम्पीडेन्स स्मिथ चार्ट द्वारा पता कर सकते हैं हम ट्यूटोरियल में एक उदाहरण देखेंगे कि यह कैसे करना है फिर कई विभिन्न मामलों में मान लें कि एक नेटवर्क में इन सभी का संयोजन होगा मान लीजिए कि विभिन्न आरएफ घटकों में कुछ सीरीज कनेक्शन में है और कुछ पैरेलल कनेक्शन में कभी हमें प्रतिबाधा की आवश्यकता भी होती है और कभी हमें प्रवेश प्लेन की आवश्यकता होती है अब एक ऐसा चार्ट उपलब्ध है इसे z y चार्ट या इम्पीडेन्स एडमिटेंस स्मिथ चार्ट कहा जाता है जहां लाल वृत्त और चाप प्रतिबाधा के लिए होते हैं और हरे रंग के वृत्त और चाप प्रवेश के लिए होते हैं यहां आप हमेशा किसी भी बिंदु से जा सकते हैं क्योंकि आप कोई भी बिंदु लाल या हरे के संदर्भ में पढ़ सकते हैं तो मान लीजिये के आपने y प्लेन में एक बिंदु माना है तो इसका अर्थ यह है कि आप इसको किसी भी सन्दर्भ में पढ़ सकते है लाल या हरे यह प्रतिबाधा होगी यह इम्पीडेन्स एडमिटेंस स्मिथ चार्ट की सुंदरता है हम इसे भी अपलोड करेंगे क्योंकि यह मददगार होगा और आप देखेंगे कि स्मिथ चार्ट के सबसे बाहरी हिस्से में आपने दिखाया है कि यदि आप लैम्ब्डा के संदर्भ में इतनी दूरी से आगे बढ़ते हैं तो दो चीजें होंगी एक यह है कि आप या तो एक स्रोत की तरफ जा सकते हैं जिसे वे जनरेटर कहते हैं या आप लोड की ओर जा सकते हैं किसी भी बिंदु से यदि आप एक ट्रांसमिशन लाइन में स्रोत की तरफ जा रहे हैं तो आप उस चार्ट से पता लगा सकते हैं कि आप बाहरी सीमा में कहाँ जा रहे हैं तो किसी भी प्रतिबाधा बिंदु पर यदि आप जनरेटर की ओर ट्रांसमिशन लाइन के साथ चलते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ उतर रहे हैं इसी तरह यदि आप लोड की ओर जाते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कहां उतर रहे हैं यहाँ भी कोण के संदर्भ में जानकारी दी गई है तो आप जानते हैं कि एक तरंग द्वारा की गई यात्रा को किसी भी लैम्बडा दूरी या कोण के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि यदि आप लैम्ब्डा से यात्रा करते हैं तो आप मूल रूप से 360 डिग्री के कोण पर यात्रा कर रहे हैं इसके द्वारा लैम्बडा दूरी के संदर्भ में चरण परिवर्तन की मात्रा निर्धारित की जा सकती है तो यह अंतिम स्लाइड है आपको इस स्लाइड को याद रखने की आवश्यकता है इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखें और हमेशा याद रखें कि जब भी आपको एक साथ कई मापदंडों को प्रदर्शित करने वाले स्मिथ चार्ट को याद रखने में कोई बाधा आती है तो फिर दाईं ओर देखे यहाँ आप किसी भी बिंदु पर काल्पनिक और वास्तविक भाग पा सकते हैं उससे आप एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का पता लगा सकते हैं उसके लिए बाईं ओर के वृत्त के दो परिवारों के प्रतिच्छेदन intersectionइंटरसेक्शन से आप प्रतिबाधा का पता लगा सकते हैं तो स्मिथ चार्ट पर प्रत्येक बिंदु प्रतिबाधा अपनी बाईं ओर और एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को एक साथ दिखाता है तो जो भी आपके लिए सुविधाजनक है या किसी विशेष डिजाइन के लिए सुविधाजनक है या किसी विश्लेषण के लिए सुविधाजनक है आप उस पर वापस लौट सकते हैं यह स्मिथ चार्ट की सुंदरता है हम अगले 2 लेक्चर स्मिथ चार्ट के एप्लिकेशन देखेंगे